इस लेक्चर में मुख्य रूप से प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस को डिस्कस करेंगे पिछली क्लास में हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर समझा था और यह जाना था की अमीनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं छात्र अमीनो एसिड अमीनो एसिड यह दो मुख्य ग्रुप हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू और हाइड्रोफिलिक रेसिड्यू में विभाजित है हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू को पुनः सब क्लासिफाई किया गया है एमिनो एसिड एरोमेटिक अमीनो एसिड्स सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड ग्लाइसिन यह हाइड्रोफिलिक रेसिड्यू के लिए है हम क्लासिफाई करते हैं पॉजिटिवऔर नेगेटिव चार्ज और पोलर इसके अलावा हमने प्रोटीन फंक्शन को भी देखा इनके द्वारा अलग अलग फंक्शन जैसे एंजाइम एंटीजन एंटीबॉडी स्ट्रक्चरल प्रोटीन आदि देखें रेगुलेटरी प्रोटीन स्वीटनर प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे हिमोग्लोबिन इस तरह यह आवश्यक है की प्रोटीन को स्ट्रक्चरल लेवल में समझा जाए अलग अलग प्रोटीन और उनके कार्य देखेंजाएं इसके पश्चात स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप भी देखा प्रोटीन को मुख्य रूप से चार ग्रुप में विभाजित किया गया है प्राइमरी सेकेंडरी तृतीयक और चतुर्थक इसके अलावा इनके बीच में सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं यह 2 होते हैं इनके कांबिनेशन प्रोटीन के कुछ रेसिड्यू फोल्ड होकर डोमन बनाते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है यह एमिनो एसिड के रेसिड्यू का अरेंजमेंट है इसके द्वारा एमिनो एसिड का सीक्वेंशियल आर्डर मिल जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इन रेसिड्यू का विशेष शेप मिलता है जैसे स्पाइरल शेप इसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं यहां पर आप लेडर की तरह संरचना देख सकते हैं यह बीटा स्टैंड है और यहां आप तृतीयक संरचना भी देख सकते हैं तृतीयक संरचना सभी एटम के कोऑर्डिनेशन को समझाती है तो हम एटम की लोकेशन देख सकते हैं जैसेX Y Z कोऑर्डिनेशन मेंप्रत्येक रेसिड्यू के एटम के लोकेशन को देख सकते हैं फिर तृतीयक संरचना की असेंबली उसकी सब यूनिट्स भी देख सकते हैंइसके बाद तृतीयक स्ट्रक्चर के द्वारा कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है अब सबसे पहले प्रायमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं इसके कौन से डेटाबेस उपलब्ध हैं इनके द्वारा किस तरह के डाटा उपयोग किया जा सकता है जो प्रायमरी स्ट्रक्चर एमिनो एसिड के विशेष कांबिनेशन को बताता है प्राकृतिक रूप से 20एमिनो एसिड उपलब्ध है यह अमीनो एसिड के द्वारा अलग अलग कॉन्बिनेशन हो सकते हैं इन कांबिनेशन के द्वारा प्रोटीन के अलग अलग संरचना और कार्य बनते हैं जिस तरह इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स ए अलग अलग शब्द बनते हैं उसी तरह 20 अमीनो एसिड से अलग अलग प्रोटीन बनते हैं और उनके कार्य अलग अलग होते हैं जिस तरह अंग्रेजी के26 अल्फाबेट अलग अलग शब्द बनाते हैं उसी तरह अमीनो एसिड के अलग अलग कॉन्बिनेशन में जुड़ने से अलग अलग प्रोटीन बनते हैं परंतु जैसे गलत अक्षर जोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं होता ऐसे ही गलत अमीनो एसिड चेन से प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता एमिनो एसिड विशेष कांबिनेशन में जुड़कर चेन मनाते हैं इस तरह अलग अलग चेन बनती हैंयह चेन विशेष एमिनो एसिड रेसिड्यू के जुड़ने से अलग प्रोटीन बनाती हैं और इनके कार्य अलग होते हैं एमिनो एसिड जोड़ने पर पॉलिपेप्टाइड कहलाते हैं किंतु सारे पॉलिपेप्टाइड प्रोटीन नहीं होते विशेष कंबीनेशन के साथ बनने वाले पॉलिपेप्टाइड प्रोटीन बनाते हैं जो फंक्शनल होता है तो एमिनो एसिड बीड के रूप में जोड़कर मुख्य चेन बनाते हैं इनकी साइड चेन भी हो सकती है इस तरह अलग अलग चेन बनती हैं यह चेन विशेष एमिनो एसिड रेसिड्यू के जुड़ने से अलग प्रोटीन बनाती हैं और इनके कार्य अलग होते हैं एमिनो एसिड जोड़ने पर पॉलिपेप्टाइड कहलाते हैं किंतु सारे पॉलिपेप्टाइड प्रोटीन नहीं होते विशेष कंबीनेशन के साथ बनने वाले पॉलिपेप्टाइड प्रोटीन बनाते हैं जो फंक्शनल होता है यहां मैंउदाहरण बताता हूं जैसे हिमोग्लोबिन के लिए यह एमिनो एसिड सीक्वेंस है जिसमें विशेष कॉन्बिनेशन है यदि इस कांबिनेशन में6 नंबर में उपस्थित ग्लूटामिक एसिड की जगह valine आ जाता है तो यह सिकल सेल एनीमिया का कारण होता है यह उस प्रोटीन के कार्य कोभी परिवर्तित कर देता है जिसके कारण बीमारी हो सकती है अतः एमिनो एसिड कांबिनेशन फंक्शनल प्रोटीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्राइमरी स्ट्रक्चर के द्वारा हमें एमिनो एसिड रेसिड्यू का लीनियर सीक्वेंस पता चलता है इनका कांबिनेशन क्या है इन के बीच में कौन से ब्रांड है 2 अमीनो एसिड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं पता चलता है हमें मालूम है की प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं यह कोवैलेंट बॉन्ड होता है दो एमिनो एसिड जब जोड़ते हैं तो इनके बीच से वॉटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है लिटरेचर में प्रोटीन के बहुत सारे सीक्वेंस है और यदि आप भी कोई प्रोटीन सीक्वेंस प्राप्त करते हैं तो यह उसका डाटा पब्लिश कर डेटाबेस में रख लेते हैं आपके पास यदि सीक्वेंस है और इसके फीचर्स भी आपको मालूम है तो आपको सेट ऑफ सीक्वेंस पता होना चाहिए जब आपको यह मालूम हो जाता है तो आप आसानी से यह देख सकते हैं कि किसी विशेष प्रोटीन में इन सीक्वेंस के कैसे सेट हैं क्या इसमें कोई विशेष एमिनो एसिड रेसिड्यू का प्रेफरेंस ज्यादा है जार्जटाउन यूनिवर्सिटी कीMargaret Dayhoff ने बहुत सारी प्रोटीन सीक्वेंस की जानकारी इकट्ठा कर एटलस के रूप में प्रकाशित की इनकी किताब बहुत लार्ज वॉल्यूम मे थी जिनमें सभी प्रोटीन सीक्वेंस दिए गए थे जो अब डेटाबेस के रूप में परिवर्तित कर लिए गए हैं इन्हें प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेजके रूप में रखा गया है बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस हैं जिनमें प्रोटीन सीक्वेंस से संबंधित जानकारी रखी गई है जैसे म्युनिख इनफार्मेशन सेंटर जिसमें प्रोटीन सीक्वेंसNCBI प्रोटीन डाटाबेस औरPIR प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जिन्हें जार्जटाउन यूनिवर्सिटी की Margaret Dayhoff के द्वारा विकसित किया गया इसके अलावाPRF ओसाका यूनिवर्सिटी से भी डाटा लेकर उसे डिवेलप कर डेटाबेस के रूप में रखा है SEISS PROT मैं भी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस के रूप में रखा है यह Swiss इंस्टिट्यूट आफ बायोइनफॉर्मेटिक्स के द्वारा मेंटेन की जाती है यहां पर दो तरह की इंफॉर्मेशन है पहला मैनुअली क्यूरेटेड सीक्वेंस और दूसरा ट्रांसलेटेड सीक्वेंस जिन्हें डीएनए सीक्वेंस से प्राप्त किया जाता है यहTrEMBL के द्वारा किया जाता था आज दोनों कंपनियां आपस में जुड़ कर कार्य करती हैं यहUniProt कंसोर्सियम के रूप में यूनिवर्सल प्रोटीन नॉलेज बेस प्रदान करती हैं यहां से प्राप्त इंफॉर्मेशन को हम टूल की तरह उपयोग कर सकते हैं इस तरहPIR औरSWISS PROT आपस में मिलकर प्रोटीन के बारे में समस्त जानकारी देती है यदि आपको सीक्वेंस चाहिए हो तो आपUniP rotसे और यदि टूल चाहिए हो तो आपSWISS PROT से प्राप्त कर सकते हैं इनके पास प्रोटीन सिक्विन स्कोर एनालाइज करने के लिए विशेष टूल हैं इस तरह जार्जटाउन यूनिवर्सिटी ने डाटा कलेक्शन की शुरुआत की उन्होंने इसे तीन ग्रुप में विभाजित किया पहला प्रोटीन ओंटोलॉजी इंटीग्रेटेड प्रोटीन नॉलेज बेस जिसेPRO औरiPRO मैं रखा गया है iPRO लिंक मैं इंफॉर्मेशन और नॉलेज से संबंधित जानकारी है मुख्य रूप से यह संयुक्त प्रोटीन इनफॉरमेशन रिसोर्स है तो ergonomics dataप्रोटियोमिक डाटा और सिस्टम बायोलॉजी रिसर्च को समझने के लिए इन्हें एक साथ लाना जरूरी है क्योंकि यह डाटा को तीन कैटेगरी में अलग तरह से रखते हैं जैसे प्रोटीन ओंटोलॉजी मैं प्रोटीन ऑब्जेक्ट्स उनका वर्णन उनका रिलेशन है iProक्लास में फंक्शनल एनालिसिस मैपिंग सीक्वेंट इंफॉर्मेशन दी गई है इनके लिंक परtext mining और ओंटोलॉजी डेवलपमेंट है हम अलग अलग लिंक का उपयोग कर बिबलियोग्राफी मैपिंग आदि के बारे में जान सकते हैं इन डाटाबेस को कैसे उपयोग करेंगेiPro के द्वारा हम प्रोटीन सीक्वेंस स्ट्रक्चर फैमिली फंक्शन इंटरेक्शन एक्सप्रेशन के साथ मॉडिफिकेशन को भी प्राप्त कर सकते हैं यहां पर प्रोटीन सोर्स भी बताया जाता है इस तरह आप सिंपल सर्च से विशेष इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं आप एडवांस सर्च ऑप्शन से अलग अलग कंडीशन में क्या परिवर्तन होगा देख सकते हैं तो यहां आप किसी भी कंडीशन को दे सकते हैं डेटाबेस इस सारी इनफार्मेशन का उपयोग कर आपको डिसाइड आउटपुट दे देगा जैसे आपPIRSF मैं डाटा सेलेक्ट कर सकते हो औरiPro थे सीक्वेंस और दूसरी क्वेरी पूरी कर सकते हो जैसे मनुष्य में पाए जाने वाले lysozyme के बारे में यदि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए है तो इसके द्वारा पूरी पिक्चर समझ में आ सकती है अब देखते हैं की बायोलॉजिकल डाटाबेस मैं किस तरह लिस्ट और लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है यहां स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है इसेSQL कहते हैं तो डेटाबेस से पूरा डाटा प्राप्त किया जा सकता है जैसे लाइसोसोम के बारे में पता करने के लिए केवल नाम डालेंगे तो हमें बहुत सारी एंट्रीज मिलेंगी यहां प्रोटीन आईडी रहती है यहां से प्रोटीन की लेंथ जैसे यदि148 दी गई है तो इसका मतलब148 एमिनो एसिड रेसिड्यूb इस प्रोटीन में उपस्थित है इसके पश्चात किस ऑर्गेनेज्म या स्पीशीज में यह प्रोटीन होता है पता चल जाता है PIRSFidसे हमें रिलेटेड सीक्वेंस और मैच फील्ड का पता चल जाता है यहां पेपर टाइटल से मिलता है इसमें प्रोटीन नेम वर्क होता है जिससे हम प्रोटीन का नाम मिला लेते हैं यहां हमें इस बात की पूरी जानकारी मिल जाती है कि यह कहां से मिला और कैसे मैच हुआ अब इसे लेकर हम पार्टिकुलर प्रोटीन की और डिटेल प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए हमेंiPro क्लास में जाना पड़ेगा यहां दिए लिंक अलग अलग सोर्सेस के बारे में जानकारी देते हैं तो यहां हमें सभी जानकारी मिल जाती है तो सबसे पहले हमें प्रोटीन का नाम देना है यदि इनका कोई दूसराsynonyms भी है तो उसे भी लिखते हैं इससे हमें टैक्सनॉमी मिल जाती है उदाहरण के तौर परHomo sapiens अर्थात मनुष्य से यहां स्तनधारी क्लास और यूकैरियोटिकlineageऔर Metazoa है अंत में Homo sapiens आता है अब यहां हमें विशेष प्रोटीन के पूरे lineage मिल जाएंगे इसके पश्चात जिनका नाम और अलग अलग कीवर्ड मिल जाएंगे इन कीवर्ड के द्वारा अलग अलग सर्च ऑपरेशन से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यहां आप 3D स्ट्रक्चर याamyloids या डिसीज म्यूटेशन डाईसल्फाइड बॉन्ड आदि को देख पाएंगे साथ ही अलग अलग कीवर्ड्स के द्वारा प्रोटीन के कार्यों के बारे में भी पता चल जाएगा यहां हम बैक्टीरियल फंक्शन देख रहे हैं बॉडी फ्लोएड मैं मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम होता है इस तरह विशेष प्रोटीन का विशेष कार्य होता है तो आप क्लास रिफरेंस ले सकते हैं यहां आपको बिबलियोग्राफीडीएनए सीक्वेंस के अलग अलग प्रकार केडेटाबेसDDBJEMBL Gene Bankआदि डाटाबेस उपलब्ध है अब मैं आपको संरचना बताता हूं जैसे हमारे पास3d स्ट्रक्चर है तो यहां प्रोटीन डाटा बैंक कोड उपलब्ध होते हैं जिसेPDB कहते हैं यहांid प्राप्त होती है और फैमिली क्लासिफिकेशन प्राप्त हो जाता है फोल्ड के आधार परPFAMडोमेन उपलब्ध है जहां पर सीक्वेंस देने पर इस प्रोटीन का सीक्वेंस पता चल जाता है इस तरह प र्टिकुलर प्रोटीन का रेसिड्यू नंबर और सीक्वेंस पता चल जाता है यहiPro क्लास है यहां से हमPIR डेटाबेस प्राप्त कर सकते हैं बायोइनफॉर्मेटिक्स के अलावा यह डाटाSWISS PROTजो आजUniPROTहै से अलग अलग फंक्शनल एस्पेक्ट और इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है यहां पर प्रोटीन सीक्वेंस और एनालिसिस की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है यह SWISS PROT का निर्माण1986 में जिनेवा मैंहुआ था आजEMBL डाटा लाइब्रेरी है Uni Protके द्वारा प्राप्त होने वाली इंफॉर्मेशन हाई लेवल अनु टेशन होती है यहां किसी प्रोटीन की पूरी इंफॉर्मेशन के साथ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन और डिफरेंट वेरिएंट्स डिसीज और इंटरेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है मैंUniProt के कुछ विशेष क्षेत्र बताता हूं जैसे यहां प्रोटीन की संरचना कार्य इसमें होने वाले पोस्ट ट्रांसलेशनल परिवर्तन की भी जानकारी मिल जाती है आप किसी प्रोटीन की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद दूसरा अफेक्ट है कि इसमें कम मात्रा में रिडंडेंसी हो यदि आप के पास बहुत कम सीक्वेंसतो भी सही इंफॉर्मेशन मिले और प्राप्त जानकारी एकदम सही हो यह आपको अलग अलग लिंक देते हैं मुख्य रूप से3 मेजर एस्पेक्ट परUni Prot काम करता है हाई लेवल annotation कम मात्रा में रिडंडेंसी और हाई लेवल integration इसीलिए इसेUni Prot डेटाबेस कहां जाता है इसके अलावा एक और सप्लीमेंट्री डांटा है जिसेtrEMBL कहा जाता है यहां ट्रांसलेटेड सीक्वेंस प्राप्त होते हैं यह कंप्यूटर एनॉटेड सप्लीमेंट है जहां ट्रांसलेशन सीक्वेंस प्राप्त हो जाते हैं यहांEMBL का न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलेशन सीक्वेंस एंट्री प्राप्त होती है यह SWISS PROT से जुड़ी हुई नहीं है SWISS PROTमें मैनुअली क्यूरेटेड सीक्वेंस है यह सही जानकारी प्रदान करते हैं इसके अलावा यहांDNA सीक्वेंस का कंप्यूटर अन्नौटेटेड मिलते हैं इसलिए यहां आप देखेंगे कि055 मिलियन मैनुअल डाटा और737 मिलियन कंप्यूटर डाटाऔर इस तरह 75 मिलियन सीक्वेंस का बहुत अच्छा डाटा उपलब्ध है इस तरह यदि आप डेटाबेस देखते हैं तो आप यह भी जान जाएंगे कि स्वयं का डेटाबेस किस तरह डिवेलप किया जा सकता है किंतु यह रिलाएबल होना चाहिए इस तरह आपने यहां पर कई डेटाबेस के बारे में जाना TrEMBL और SWISS PROT डेटाबेस मैन्युअल क्यूरेटेड थे परUni Prot कंप्यूटेशनल डेटाबेस और यहां पर लगातार डाटा इनक्रीस हो रहा है और अच्छी तरह से मेंटेन है आप देख सकते हैं की जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ते जा रहे हैं यह डाटाबेस उन पर अच्छी तरह से कार्य कर अपना इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं इस तरह डाटा बढ़ता जा रहा है जैसेTrEMBL तो इस तरह लगातार डाटा मेंटेन और बढ़ रहा है अब यदि आप साइटेशन देखेंतो यह प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है क्योंकि किसी भी प्रोटीन सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के लिएUniPROT डेटाबेस देखना आवश्यक है तो यदि क्लासिफिकेशन देखें तोUniProt मैं मुख्य रूप से बैक्टीरिया का डाटा सबसे ज्यादा है इसके पश्चात वायरस और उसके पश्चात archaeaका TrEMBL और SWISS PROT डेटाबेस मैं भी मुख्य रूप से बैक्टीरिया यूकेरियोटिक और वायरस के डाटा घटते क्रम में है यहां पर अधिकतर एवरेज लेंथ प्रोटीन है प्रोटीन की एवरेज लेंथ 315 होती है प्रोटीन की एवरेज लेंथ कितनी है छात्र315 इस तरहUniProt डेटाबेस में सभी प्रोटींस के315 एमिनो एसिड लेंथ को लिया गया है तो आप देखेंगे इस भाग में100 400 तक रेसिड्यू है अधिकतर प्रोटीन स्मॉल प्रोटीन हैं और इनकी 200 से 300 एमिनो एसिड लेंथ होती है सबसे ज्यादा प्रोटीन250 300 लेंथ के होते हैं कुछ प्रोटीन बहुत लंबे होते हैं इनमें1000 रेसिड्यू पाए जाते हैं तो यदि एवरेज लेंथ315 एमिनो एसिड रेसिड्यू माने तो अलग अलग प्रोटीन में यह बदल सकता है तो एमिनो एसिड रेसिड्यू कितने होते हैं छात्र20 20 अमीनो एसिड अलग अलग क्लासिफिकेशन पोलर नॉनपोलर चार्ज आदि प्रोटीन सीक्वेंस में महत्वपूर्ण है किसी प्रोटीन सीक्वेंस में कोई विशेष अमीनो एसिड की डोमिनेंस हो सकती है यदि आप कुछ अमीनो एसिड रेसिड्यू देखें तो यह प्रोटीन सीक्वेंस में बार बार आते हैं जैसेleucinealanineglycine किंतु कुछ एमिनो एसिड बहुत कम पाए जाते हैं जैसे tryptophan यह डाटा कुछ समय पहले प्राप्त हुआ था अभी के डाटा में आप देखेंगेtryptophan12है सबसे ज्यादाleucin9alanin8है यदि20 अमीनो एसिड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रत्येक रेसिड्यू का परसेंटेज कितना होगा छात्र 5 कभी कभी कुछ रेसिड्यू12 और कुछ10 तक हो सकते हैं यह प्रोटीन के कार्य पर आधारित होता है इसके आधार से किसी प्रोटीन की फोल्डिंग होती है जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है यह हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू के कारण हाइड्रोफोबिक कोर बनाता है फोल्डिंग और स्टेबिलिटी के अलावा चार्ज रेसिड्यू का भी महत्व है lysine का 5 होना और अर्जिनिन 56 होता है serinethreonine पोलर रेसिड्यू हैं और इनका परसेंटेज भी पर्याप्त मात्रा में होता है serine और threonine 56होते हैं और यह पोलर रेसिड्यू है इनका परसेंटेज पर्याप्त मात्रा में होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं इनका प्रोटीन सीक्वेंस में विशेष महत्व है